इस लेक्चर में हम आपके लिए पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का परिचय देने जा रहे हैं तो यह पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्चर 2 भागों में विभाजित है इसलिए दोनों भागों में फिर से मुझे आपके TA मिस्टर आनंदरुप मुखर्जी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी तो वह आपको पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मूल बातों के बारे में बताएँगे इसलिए इससे पहले कि हम शुरू करें मैं सिर्फ इस पर प्रकाश डालना चाहता था कि वर्तमान में पायथन एक बहुत लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह अन्य एप्लीकेशंस के बीच है यह एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन डवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी है उदाहरण के लिए IoT आधारित एप्लीकेशन डवलपमेंट पायथन बहुत लोकप्रिय है इसके कई कारण हैं जिनमें से एक यह एक लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक प्रोग्रामर के दृष्टिकोण से इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले यह लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल नहीं है यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह है यह बेशक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है लेकिन यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और लैंग्वेज की तरह स्क्रिप्टिंग है और आप के लिए यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है उसी तरह जैसे कि उदाहरण के लिए matlab भी सीखना बहुत आसान है पायथन सीखना भी बहुत आसान है और आप यह भी जानते हैं कि पायथन विभिन्न एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म या रास्पबेरी पाई जैसे IoT डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म द्वारा समर्थित है जिसे आप इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं लेकिन आप जानते हैं तो यह विभिन्न प्रकार के IoT डिवाइस का समर्थन करता है और आपको यह भी पता है कि आपको जटिल लाइब्रेरी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है एग्जीक्यूशन तेजी से होता है और इसलिए बहुत सारे अलग अलग फायदे थे क्योंकि सीखने के लिए पायथन आधारित प्रोग्रामिंग बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से यदि आप IoT आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं और यही कारण है कि इस कोर्स में हम आपको शुरू करने के लिए पायथन प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा रूप सिखाने जा रहे हैं और पहले की तरह आप जानते हैं कि यदि आपका एनवायरनमेंट रेडी हो तो आप लेक्चर के साथ साथ खुद कोडिंग भी कर सकते हैं ताकि आप बेहतर सीख सकें तो इस तरह यह आपके लिए बेहतर अनुभव बन जाएगा तो इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल 2 के सभी लेक्चरों के लिए आप वही कर सकते हैं आप अपने संबंधित एनवायरनमेंट को रेडी रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं कि जब हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं आप प्रोग्रामिंग अभ्यास कर सकते हैं और जब हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं आप बेहतर अभ्यास कर सकते हैं इस लेक्चर में मैं पायथन प्रोग्रामिंग की मूल बातों को कवर करूंगा इसलिए हम बस इस बारे में बात करेंगे कि बुनियादी प्रोग्रामिंग या पायथन में स्क्रिप्टिंग और मूल सिंटैक्स और उन सभी इनिशियल इंटीग्रिटी के साथ कैसे स्टार्टअप करें तो सबसे पहले क्यों पायथन अब अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैंने पायथन पर काम किया है मैंने C C पर काम किया है लेकिन मुझे लगता है कि पायथन एक बहुत ही बहुमुखी भाषा है स्क्रिप्टिंग बहुत आसान है कोड लिखना बहुत आसान है इस कोड को पढ़ना बहुत आसान है और इसके अलावा यह सिंटैक्स के लिए सख्त नियमों का समर्थन नहीं करता है तो इसका इंस्टॉलेशन एक इंटीग्रेटेड IDE के साथ आता है तो प्रोग्रामिंग वास्तव में बहुत आसान है जैसाकि आगे के स्लाइड में आएगा इसलिए और IoT के लिए आपने विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों और लेक्चरों और पाठ्यक्रमों में देखा होगा कि लोग पायथन को पसंद करते हैं क्योंकि यह हार्डवेयर प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक इंटरफ़ेस का समर्थन करता है और इसके अलावा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है तो आपके पास बहुत सारे लाइब्रेरी हैं बहुत से सहयोगी कार्य हैं बहुत से उदाहरण विभिन्न रिपॉजिटरी पर गिटहब पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो यह बड़े एप्लीकेशन के निर्माण के लिए एक मजबूत बैकबोन बनाता है अब आर्डिनो की तरह ही पायथन IDE एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप विभिन्न कोड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटीग्रेट विभिन्न मॉड्यूल लाइब्रेरीज आदि इसे आसानी से विंडोज़ लिनक्स और मैक मशीनों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है तो पायथन IDE के कुछ उदाहरण हैं स्पाइडर PyCharm आदि इसलिए मेरी व्यक्तिगत पसंद मैं एक व्यक्तिगत प्राथमिकता के रूप में मैं अपने प्रोग्राम को कोड करने के लिए स्पाइडर का उपयोग करता हूं मैं आपको स्पाइडर का एक दृश्य दिखाऊंगा तो यह मूल रूप से स्पाइडर है यह पायथन के लिए एक एडिटर है और साथ ही यहाँ पर एक आउटपुट कंसोल है और पायथन वितरण के लिए मैं पायथन 27 का उपयोग कर रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पायथन 27 और मैं एक पायथन वितरण का उपयोग कर रहा हूँ ऍनाकोन्डा एनाकोंडा विभिन्न लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज का एक संग्रह है इसलिए मुझे यह बहुत उपयोगी लगता है क्योंकि बहुत सारे और बहुत सारे लाइब्रेरी बहुत उपयोगी हैं और आमतौर पर उपलब्ध हैं साथ ही कुछ असामान्य लाइब्रेरी भी एनाकोंडा के साथ इंटीग्रेटेड हैं इसलिए यह मेरी निजी प्राथमिकता भी है तो आप स्पष्ट रूप से सामान्य आइडल तरीके सिस्टम कर सकते हैं तो आपके पास एक IDE है जिसे आइडल आइडल कहा जाता है आदि तो यह बायां हैंड साइड एडिटर वाला हिस्सा है यह राइट हैंड साइड कंसोल पार्ट है जिससे आप कंसोल पर भी लिख सकते हैं तो समस्या यह है कि आप एक लाइन लिखते हैं और जब भी आप इंटर प्रेस करते हैं तो यह स्टार्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है तो यह कभी कभी थोड़ा समस्याग्रस्त हो जाता है जबकि एडिटर में आप पूरे कोड या स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर सामूहिक रूप से इसे एग्जीक्यूट करते हैं इसलिए बड़े प्रोग्राम्स और सिस्टम के लिए यह बहुत आसान हो जाता है अब पायथन सरल उदाहरण के साथ शुरू करने के लिए आप कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ लिखिए प्रिंट हाय वेलकम टू पायथन या कोई अन्य स्टेटमेंट आउटपुट हाय वेलकम टू पायथन इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स बहुत सीधा है आपको किसी भी लाइब्रेरी को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी मुख्य फ़ंक्शन की आवश्यकता नहीं है आपको अन्य फ़ंक्शन की आवश्यकता नहीं है आप बस याद रखें और जब भी आपका सामना हो सकता है तो आप ऑनलाइन पायथन कोड या किसी भी चीज का सामना करें और आप इन तीरों का सामना कर सकते हैं मूल रूप से इसका मतलब है कि आपका कोड कंसोल पर चलाया जा रहा है और अन्यथा यह एडिटर के लिए है आप 2 के बीच कोई बदलाव कर सकते हैं ठीक है इसलिए अब पायथन कोड के विभिन्न ब्लॉकों को इंगित करने के लिए एक बहुत ही कठोर इंडेंटेशन नीति का पालन करता है तो मान लीजिए कि सामान्य इफ एल्स स्टेटमेंट है इसलिए इफ ट्रू तो कॉलन आपके पास एक इंडेंटेशन प्रिंट करेक्ट है एल्स फिर आप वापस जाते हैं एल्स कॉलन इंडेंट प्रिंट एरर इसलिए इस इंडेंटेशन पॉलिसी का पालन मुख्य रूप से जब भी आप लूप में प्रवेश करते हैं तब करना होता है इसलिए एक स्टेटमेंट या इस कॉलन के बाद आपको एक टैब स्पेस इंडेंटेशन देना होगा तो पायथन में पांच डेटा प्रकार होते हैं आपके पास नंबर x y z के बराबर 10 102 होता है फिर आप पायथन लिखते हैं तो x को 10 y को 102 और z को पायथन दिया जाएगा तो याद रखें कि इस x को एक इंटीजर वैल्यू असाइन किया गया है y को एक फ्लोट फ्लोटिंग प्रकार का वैल्यू असाइन किया गया है और z को एक स्ट्रिंग असाइन किया गया है राइट फिर से आप कैसे स्ट्रिंग में हेरफेर करते हैं इसके लिए आसपास रहने की खातिर तो मान लीजिए कि आप x के बराबर कोट्स के भीतर दिस इज पायथन असाइन करते हैं ठीक एक और बात सिंगल कोट्स और डबल कोट्स जो वास्तव में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं आप उन्हें इंटरचेंज करके उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि स्ट्रिंग पायथन डबल कोट्स के भीतर है यहाँ पर यह सिंगल कोट्स के भीतर है आप दोनों में से किसी भी तरह उपयोग कर सकते हैं तो स्ट्रिंग x के बराबर दिस इज पाइथन है तो यह स्ट्रिंग जिसे आप x को असाइन कर रहे हैं अब आप x प्रिंट करते हैं तो आपका आउटपुट यह होगा कि दिस इज पायथन अब आप एक्सेस करना चाहते हैं अब यह x ऐरे है तो आप x के जीरो एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप x ब्रैकेट के भीतर जीरो लिखते हैं तो यह आपको सबसे पहला एलिमेंट देगा जो कि जीरो इंडेक्स एलिमेंट है जो कि t है अब मान लीजिए कि आप कुछ चुने हुए एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप x 2 कोलन 4 लिखते हैं इसका मतलब है इंडेक्स 2 से इंडेक्स 4 तक का चयन करें और इंडेक्स 4 को बाहर रखा जाएगा तो आपके पास वास्तव में 2 और 3 हैं सही इसलिए 0 1 2 3 तो इज सही है तो इज का चयन किया गया है और यह इस तीसरे स्टेटमेंट का आउटपुट है जो अभी भी बेहतर होगा इसलिए हम एक नए कॉर्नेल को शुरू करते हुए एक नए कंसोल के साथ शुरू करेंगे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं मान लीजिए कि आप प्रिंट लिखते हैं इसलिए मैं एडिटर से इस बात को एग्जीक्यूट कर सकता हूं देखिए प्रिंट दिस यह एक टेस्ट मैसेज है यह स्क्रिप्ट की लाइन थी और सफेद रंग में यह आउटपुट है तो यह एक टेक्स्ट मैसेज है नहीं तो मैं कंसोल पर भी लिख सकता हूँ शायद मैं लिखता हूँ हूँ कि हम सिंगल कोट्स का उपयोग करते हैं मैं हाय देयर लिखता हूँ तो आप सीधे यहाँ पर आउटपुट प्राप्त करते हैं इसलिए जैसा कि आप C या C में याद कर सकते हैं विशेष रूप से C में आपको include studioh include conioh का उपयोग करके उन सभी लाइब्रेरी फंक्शन्स को कॉल करना था आदि और प्रिंट करने से पहले आपको मुख्य लूप डेफिनेशन और उन सभी चीजों पर जाना था तो पायथन के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है आप बस तुरंत स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो यह पहला डेमो था अब देखते हैं कि हम x को स्ट्रिंग 2 असाइन करते हैं x हो सकता है दिस इज ए टेस्ट सही तो दिस इज ए टेस्ट यह स्ट्रिंग x को असाइन किया गया है जो हम जांचते हैं मैं सिर्फ x प्रिंट करता हूं इसलिए परफेक्ट दिस इज ए टेस्ट अब मैं असाइन करना चाहता हूं कि मैं स्ट्रिंग से एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करना चाहता हूं हम कहते हैं 0 तो x 0 यह t प्रिंट करता है जो अभी पहला कैरेक्टर है मान लीजिए मैं बेचना चाहता हूं मैं एक विशिष्ट श्रेणी प्रिंट करना चाहता हूं हमें 227 कहने दें सही तो स्पेस सही है शायद हम इसे 629 राइट s स्पेस a में बदल सकते हैं तो यह समझने में काफी सरल है अब विभिन्न अन्य डेटा प्रकार हैं आपके पास एक डेटा प्रकार है जिसे लिस्ट कहा जाता है इसलिए लिस्ट उन वस्तुओं का एक क्रम है जिन्हें आप स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर x के बराबर देख सकते हैं जिसमें आपके पास 10 कॉमा 102 कॉमा कोट्स के भीतर पायथन है तो आप एक इंटीजर एक फ्लोट के साथ साथ एक स्ट्रिंग प्रकार लिस्ट के इन विभिन्न एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं फिर अगले डेटा प्रकार को टप्पल कहा जाता है इसलिए टप्पल उन वस्तुओं का एक ऑर्डर सीक्वेंस है जो एक बार क्रिएट होने के बाद परिवर्तित या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है अगला एक डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का एक अनऑर्डर कलेक्शन है जिसका उपयोग भारी मात्रा में डेटा के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए यह की एक कोलन है वैल्यू आइटम है फिर k वैल्यू 2 है और इसी तरह अब फिर से आपकी आर्डिनो प्रोग्रामिंग या अन्य लैंग्वेजेज के समान आपके पास बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ स्टार्टअप तो आपके पास इफ फिर एक कंडीशन है फिर स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट 2 हो सकता है कई स्टेटमेंट हो सकते हैं लेकिन याद रखें कि इफ फिर कंडीशन और फिर कॉलन और चूंकि यह एक टैबिंग नीति सख्त टैबिंग नीति इंडेंटेशन पॉलिसी का अनुसरण करती है इसलिए आपको एक लूप में एंटर करते समय इंडेंटेशन की आवश्यकता होती है तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को इंडेंट किया जाना है फिर जब भी आप एल्स इफ का उपयोग कर रहे हैं तो सिंटैक्स elif है तो elif फिर से एक कंडीशन फिर कॉलन फिर एक पोस्ट इंडेंटेशन में आपके 2 स्टेटमेंट होते हैं और आखिरकार एल्स में भी 2 स्टेटमेंट पोस्ट इंडेंटेशन होते हैं इसलिए यह समझने में काफी सरल है एक और लूप जिसे आप मानते हैं वह व्हाइल लूप है आपके पास व्हाइल कंडीशन कॉलन है इंडेंटेशन के बाद आपके पास स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट 2 है अब एक साधारण उदाहरण के लिए मान लीजिए कि x 1 2 3 और 4 के बराबर है यह एक लिस्ट है x एक लिस्ट है अब i के लिए x में आप इंडेक्स एक 0 1 2 3 इत्यादि पर इटीरेट कर रहे हैं इसलिए i के लिए x में आपने एक स्टेटमेंट दिया फिर आपने एक और स्टेटमेंट दिया तो आप इसे विभिन्न तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं हम बाद में इसकी जांच करेंगे फिर आपके पास ब्रेक जैसे विभिन्न अन्य कंट्रोल करने वाले स्टेटमेंट होंगे तो स्ट्रिंग में s के लिए स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है तो हम कहते हैं कि यह स्ट्रिंग है तो कॉलन फिर इंडेंटेशन अगर s के बराबर n है तो s की n के बराबर है तो यह इसे ब्रेक करता है s प्रिंट करता है और फिर एंड प्रिंट करता है और फिर जारी रहता है स्ट्रिंग में s के लिए यदि y के बराबर s है तो यह s प्रिंट करता है और फिर एंड प्रिंट करता है अब पायथन में विभिन्न फंक्शन को परिभाषित करने से आप अपनी समझ से आसानी से अपने इंप्लीमेंटेशन को आसानी से पूरा कर सकते हैं जब भी आप बहुत बड़े कार्यक्रम का एक जटिल फंक्शन लिख रहे हों तो हमेशा अपने कोड को मॉड्यूलर करने की सलाह दी जाती है क्योंकि मान लीजिए कि आपके कोड में प्राइम नंबर की जाँच करना किसी फैक्टरियल की जाँच करना या किसी फंक्शन के फैक्टोरियल मान को वापस करना और इसी तरह आपके पास ऐसे 20 से 30 अलग अलग फंक्शन हैं और यदि आपको पूर्ण कोड के भीतर कई बार इस फ़ंक्शन को शामिल करना है इसलिए यह हमेशा सलाह दी जाती है कि आप उस फ़ंक्शन को केवल एक बार परिभाषित करें और बस उस फ़ंक्शन को बार बार कॉल करें तो यह न केवल आपको बहुत सारे भ्रम से बचाएगा बल्कि आपके कोड को आसानी से समझने में भी मदद करेगा तो फ़ंक्शन की यह परिभाषा या तो बिना रिटर्न वैल्यू के हो सकती है तो आप परिभाषित करते हुए लिखते हैं डेफ अपनी पसंद के एक फ़ंक्शन का नाम फिर आपकी पसंद के विभिन्न आरगुमेंट्स आपके पास फ़ंक्शन के आधार पर n आरगुमेंट्स हो सकते हैं और फिर एक कॉलन फिर एक इंडेंटेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट 2 बस यही है ठीक है शायद स्टेटमेंट 2 एक प्रिंट स्टेटमेंट है तो आप आरगुमेंट्स 1 2 और 3 देते हैं स्टेटमेंट एक इन 3 आरगुमेंट्स पर कुछ कार्य करता है और स्टेटमेंट 2 उन आरगुमेंट्स का परिणाम प्रिंट करता है दूसरा तरीका एक रिटर्न वैल्यू के साथ हो सकता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चीजें समान हैं अंत में एक रिटर्न फ़ंक्शन है तो शायद स्टेटमेंट 2 है x इक्वल टू कुछ ऑपरेशन और अंततः यह x का वैल्यू लौटाता है इसलिए जो फ़ंक्शन इसे कॉल करता है बिंदु जहां इस फ़ंक्शन को मुख्य कोड में बुलाया गया है वहां पर x रिटर्न होगा सही है उदाहरण के लिए जब भी आप किसी फ़ंक्शन मान लीजिए डेफ उदाहरण str को बुलाते हैं तो str प्लस यह नोट कैरेक्टर को प्रिंट करें इसलिए इस फ़ंक्शन के बाहर आपका उदाहरण आप इस फ़ंक्शन को बुलाते हैं उदाहरण हाय और आपका आउटपुट हाय है यह बेहतर होगा अगर हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन करें तो हम कहते हैं कि मैं एक फ़ंक्शन को IOT के रूप में परिभाषित करता हूं xy और z आरगुमेंट्स देता हूं कॉलन io स्टेटमेंट जो कि x प्लस y माइनस z के बराबर a हो सकता है और यह x का वैल्यू लौटाता है सही तो मेरा फ़ंक्शन परिभाषित किया गया है अब इस फ़ंक्शन के बाहर शायद बाद में मैं इस फ़ंक्शन IOT को कॉल करता हूं इसके लिए 3 आरगुमेंट्स की आवश्यकता होगी शायद मैं 5 4 3 लिखूंगा सही और जब मैं एक रिटर्न वैल्यू की उम्मीद करता हूं मैं इस फ़ंक्शन को एक वेरिएबल प्रदान करता हूं क्षमा करें मैं इस फ़ंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन करता हूं तो आइए वेरिएबल b b b को IOT 5 4 और 3 के बराबर रखते हैं आइए देखें कि क्या होता है इसलिए पहले हमें इस कोड को सेव करने की आवश्यकता है अब इस कोड को एक ही बार में एग्जीक्यूट करें तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया गया है लेकिन मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देना भूल गया चलो अब हम प्रिंट बी को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके आरगुमेंट्स 5 4 और 3 थे इसलिए पहले 2 को जोड़ा जाएगा और तीसरे को इस परिणाम से घटाया जाएगा तो आपका परिणाम 6 होगा सही तो यह एक परिणाम है इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत आसान है अब चूंकि एक फंक्शन को परिभाषित किया गया है तो इसी तरह आप विभिन्न अन्य फ़ंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं मान लीजिए आप आरगुमेंट्स पर जाते हैं और परिभाषित करते हैं कि कौन सा अधिक है या कौन सा कम है तो आप जाँचते हैं कि क्या x y से बड़ा है और यह x और y रिटर्न करेगा या फिर y और x रिटर्न करेगा तो इस फ़ंक्शन की परिभाषा के बाहर आप इस फ़ंक्शन को अधिक से अधिक 2 वैल्यू 10 और 100 के रूप में एक वेरिएबल में असाइन करते हैं फिर प्रिंट वैल तो 100 स्पष्ट रूप से 10 से अधिक है यदि ऐसा होता है तो यह इस y और x को रिटर्न करेगा तो आपका आउटपुट 100 10 है तो यह बहुत सीधा है अब ऑब्जेक्ट्स के रूप में फ़ंक्शन करता है इसलिए जब भी आप इन फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो इन्हें विभिन्न वेरिएबल में असाइन और पुनः असाइन किया जा सकता है उदाहरण के लिए आप एडिशन के लिए एक फ़ंक्शन लिखते हैं तो आप ऑपरेशन को सीधे रिटर्न स्टेटमेंट पर कर सकते हैं अब आप प्रिंट एड 46 और फिर से आप एड 46 को c को असाइन करते हैं और फिर c को प्रिंट करते हैं इसलिए दोनों के लिए आउटपुट 10 होगा सही तो 2 प्रकार के वैरिएबल स्कोप हैं एक ग्लोबल वैरिएबल है उन वेरिएबल्स को सभी जगह एक्सेस किया जा सकता है जो आपके कोड में सभी जगह उपलब्ध हैं और ये वैरिएबल बाहर भी और साथ ही किसी फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किए जा सकते हैं और लोकल वैरिएबल ये ऐसे होते हैं जिन्हें किसी फ़ंक्शन के अंदर घोषित किया जाता है और उसे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए एक फ़ंक्शन से पहले मान लीजिए एक फ़ंक्शन की परिभाषा डेफ एग्जांपल है ये कुछ ऑपरेशन हैं आप एक वेरिएबल को g var 10 के रूप में परिभाषित करते हैं इसलिए यह और एक अन्य वेरिएबल i var 100 के रूप में परिभाषित करते हैं इसलिए एग्जांपल के अंदर आप g var को कॉल कर सकते हैं लेकिन एग्जांपल के बाहर आप i var को कॉल नहीं कर सकते हैं तो बुनियादी भिन्नता फिर से आपके पास 10 के बराबर एक वेरिएबल के साथ एग्जांपल के 100 के बराबर एक वेरिएबल है आप इस वैर को प्रिंट करते हैं और आप इस एग्जांपल को कॉल करते हैं और फिर से वैर को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा कि इस एग्जांपल के भीतर यह वैर को प्रिंट करता है तो यह वैर 100 होगा जो लोकली असाइन किया गया है सही इसलिए शुरू में यह ग्लोबल वेरिएबल 10 था लेकिन यह उस वैल्यू को ओवरराइड करता है और 100 को पुन असाइन करता है लेकिन इस फ़ंक्शन के बाहर यह मान्य नहीं है तो दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट के लिए यह ग्लोबल वैरिएबल 10 को प्रिंट करेगा तो आपके पास पायथन में विभिन्न मॉड्यूल हैं तो आप मॉड्यूल नाम को इंपोर्ट करते हैं अब आप एक्सटेंशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप रेंडम को इंपोर्ट करते हैं अब रेंडम में कई ऐसे फ़ंक्शन हैं जैसे रेंडम इंटीजर 1 से 10 आदि इसलिए उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट फॉर i इन रेंज वन टू टेन के रूप में जब आपके पास 9 नंबर 1 2 3 4 से 9 तक की लिस्ट होती है तो वैल्यू रेंडम डॉट रेंडइंट 1 10 होता है यह रेंडम रूप से एक और 10 के बीच की संख्या उत्पन्न करेगा और वैल्यू प्रिंट करता है इसलिए चूंकि यह रेंडम नंबर जेनरेटर है तो हर बार प्रत्येक एग्जीक्यूशन पर इसका आउटपुट अलग अलग होगा इसलिए यह बेहतर है कि आप स्वयं यह प्रयास करें तो आप किसी विशेष फ़ंक्शन को भी एक मॉड्यूल के भीतर से आज़मा सकते हैं जैसे कि मैथ इंपोर्ट पाई और फिर पाई प्रिंट करें यह सिर्फ पाई के वैल्यू को प्रिंट करेगा अब पायथन में विभिन्न एक्सेप्शनल हैंडलर हैं इनका उपयोग मुख्य रूप से डिबगिंग के लिए या विभिन्न जटिल स्क्रिप्ट में त्रुटियों के मामले में किया जाता है वे आपको एक्सेप्शन जैसे ट्राई देन स्टेटमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट देने की कोशिश करेंगे एक उदाहरण है व्हाइल ट्रू ट्राई इसलिए इस प्रकार के फ़ंक्शन के भीतर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा यदि यह कुछ त्रुटि है तो यह उस त्रुटि को पकड़ लेता है और वैल्यू को स्वीकार करता है कि वैलिड इंटीजर नहीं है तो जो भी संख्या आप इनपुट कर रहे हैं वह n में संग्रहीत हो जाती है यह इंटीजर में परिवर्तित हो जाती है और आप इसे ब्रेक करते हैं और उसके बाद यह प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है यदि आप किसी तरह से गलत तरीके से इनपुट स्ट्रिंग संख्या को स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू देते हैं इसलिए इसे इंटीजर में परिवर्तित नहीं किया जाएगा इसलिए यह एक वैलिड इंटीजर नहीं है ऐसा प्रिंट होगा इसलिए बेहतर होगा कि आप इस कोड को भी आजमाएं एक अन्य उदाहरण कोड यह जांचने के लिए है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं आदि तो इस तरह की जटिलता जटिलताओं को बढ़ाया जा सकता है और आपके पास कई नेस्टेड लूप हो सकते हैं आपके पास कई फ़ंक्शन हो सकते हैं फ़ंक्शन के भीतर फ़ंक्शन हालांकि यह उचित नहीं है लेकिन फिर भी तो आज बस यही तक था